सभी को नमस्कार आपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में हम मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध के विषय पर जारी रखेंगे जो कि QSAR है तो अगर आप भौतिक रासायनिक गुणों को देखते हैं तो चार पहलू हैं जिन्हें देखने की आवश्यकता है यही हम कल भी देख रहे थे अणु के हाइड्रोफोबिसिटी और फिर आपके पासविभिन्न प्रतिस्थापन हैं तो प्रतिस्थापन के हाइड्रोफोबिसिटी जो आप बदलने जा रहे हैं प्रतिस्थापन के इलेक्ट्रॉनिक गुण प्रतिस्थापन के steric गुण तो ये सभी अणु के भौतिक रासायनिक गुणों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो हमें इन प्रभावों को समझने की आवश्यकता है जो बदले में गतिविधि को प्रभावित करेंगे तो हम एक अच्छी मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध विकसित कर सकते हैं जो प्रतिगमन है तो प्रतिपदार्थ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक संतुलन इलेक्ट्रॉनिक गुणों को बदल सकता है प्रतिस्थापन अभिभावक अणु के stericगुणों को बदल सकते हैं हमने Hansch समीकरण को देखा यह एक समीकरण है जो जैविक गतिविधि के लिए विभिन्न भौतिक रासायनिक गुणों से संबंधित है तो हम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक steric कारक हैं तो आप बाएं हाथ की ओर गतिविधि की तरह एक साधारण संबंध से शुरू कर सकते हैं और दाहिने हाथ log p पर parabolic संबंध का एक प्रकार है यह सभी समय parabolic होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह रैखिक भी हो सकता है तब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक होता है फिर हमारे पास steric प्रभाव होता है और यह एक स्थिर होता है वह है Hansch समीकरण आमतौर पर Hansch इसका सुझाव देते हैं तो कुछ मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रतिस्थापन को चुना जाना चाहिए भौतिक विज्ञान की गुणों के लिए तो मुझे परिवर्तन की इस श्रेणी को प्राप्त करने के लिए मूल अणु में रखने के लिए कौन सा विकल्प रखना होगा मान सहसंबद्ध नहीं होना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और फिर अब निश्चित रूप से प्रत्येक पैरामीटर के लिए कम से कम पांच संरचनाओं के अंगूठे का नियम जो हम पढ़ रहे हैं तो उदाहरण के लिए अगर आपको pi मिलती है यह प्रतिस्थापन से संबंधित है यह मोलर रेफ्रेक्टिविटी है तो मोलर रिफ्रैक्टिविटी का संबंध मैंने पिछलेकक्षा में उल्लेख किया थाकी घनत्व आणविक भार और आदि है और तो इसे देखें pi में वृद्धि होने के साथ मोलर रेफ्रेक्टिविटी भी बढ़ जाती है तो जाहिर है कि वे एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध हैं वे सहसंबद्ध होते हैं क्योंकि pi बढ़ जाती है रिफ्रैक्टिविटी भी बढ़ जाती है यह pi क्या है pi हाइड्रोफिलिसिटी से संबंधित है जब हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाती है तो MR की मात्रा और घनत्व भी बढ़ जाता है तो उन्हें सहसंबद्ध किया जाता है अब सबस्टिट्यूट के इस सेट को देखेंतो piबढ़ रहा है MR बढ़ नहीं रहा तो आप इसके विपरीत देख सकते हैं तो मुझे इस तरह से जाने के बजाय अपने मूल अणु में इस प्रकार के स्थानापन्न के उपयोग पर विचार करने की आवश्यकता है जो कि निष्कर्ष है तो यह देखो कि pi के बीच कोई संबंध नहीं है जो हाइड्रोफोबिसिटी से संबंधित है vis a vis MR आणविक रेफ्रेक्टिविटी नकारात्मक pi कामतलब है कि वे लिपोफिलिसिटी की ओर अधिक सकारात्मक योगदान करते हैं और वे हाइड्रोफोबिसिटी की ओर योगदान करते हैं क्रेग प्लॉट के रूप में कुछ कहा जाता है जो मैंने आपको पिछली कक्षा में दिखाया था यह इस विशेष संदर्भ से लिया गया है तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन वापस ले रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं यहाँ हमारे पास हाइड्रोफोबिक है हमारे पास हाइड्रोफिलिक है तो जैसे विभिन्न प्रतिस्थापन है chloro bromo अथवा NO2 वे सभी हाइड्रोफोबिसिटी में वृद्धि इलेक्ट्रॉन को वापस लेने के लिए नेतृत्व करते हैं अगर आप इस चतुर्भुज को देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन दान और हाइड्रोफोबिसिटी इन प्रकार के प्रतिस्थापन हैं अगर आप इस चतुर्थांश को देखें तो हमारे पास हाइड्रोफिलिसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन दान OH प्रकार की प्रणाली NH2 OH है तो अगर आपके पास वे अधिक हाइड्रोफिलिक हैं और साथ ही वे इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं अगर आप इस चतुर्थांश को देखते हैं तो हमारे पास CONH2 CN COOH और आदि है तो वे इलेक्ट्रॉनिक निकासी के साथ साथ हाइड्रोफिलिक भी हैं तो यह एक बहुत ही दिलचस्प प्लॉट हैतो हम अपने पेरेंट यौगिक को प्रतिस्थापन के रूप में संशोधित कर सकते हैं ताकि यह इन चारों चतुर्थांश को भी कवर कर सके और इसमें इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन दान करने वाले हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक की एक श्रृंखला शामिल हो यही है इस प्लॉट के बारे में जैसा कि मैंने कहा है कि यह विशेष संदर्भ से लिया गया है तो यह QSAR के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन की एक आसान पहचान की अनुमति देता है जिसमें दोनों प्रासंगिक गुण शामिल हैं Orthogonality और मूल्यों की सीमा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चतुर्थांश से स्थानापन्न तो हम निम्न और उच्चतर का चयन कर सकते हैं ताकि हम मूल्य की एक बड़ी श्रृंखला को कवर कर सकें एक और तरीका है जिसे Topliss योजना कहा जाता है कल्पना करें कि हमारे पास एक पेरेंट यौगिक है जहां हम 4 chloro के साथ H को प्रतिस्थापित करते हैं तो गतिविधि बढ़ रही होगी गतिविधि कम हो सकती है अथवा गतिविधि समान हो सकती है तो अगर यह अधिक है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि चौथी स्थिति में chloro का प्रभाव होता है तो हम तीसरे और चौथे पर एक 2 chloro प्रतिस्थापन कर सकते हैं फिर से हमारे पास गतिविधि बढ़ाने वाली गतिविधि हो सकती है बराबर हो सकती है और गतिविधि नीचे भी जा सकती है तो अगर यह बढ़ रहा है तो आप एक fluoro होने के बारे में सोच सकते हैं और फिर हम एक नाइट्रो के साथ बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं अगर यह कम या बराबर है तो हम chloro को fluoro से बदलने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप यहां क्लोरो डालकर जाते हैं तो यह कम हो जाता है तो आप CH2OCH3 CH2SO2 होने के बारे में सोच सकते हैं जैसे अगर इसके बराबर है तो हम दूसरे सबस्टीट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं तो यह बहुत ही दिलचस्प पेड़ है जैसे निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं तो प्रत्येक प्रतिस्थापन में हम यह पता लगा सकते हैं कि यह गतिविधि बढ़ रही हैअथवा गतिविधि में कोई बदलाव नहीं है अथवा कम है तो इस तरह से इस पेड़ का उपयोग करके हम धीरे धीरे मूल अणु में परिवर्तन कर सकते हैं और एक अत्यधिक सक्रिय यौगिक प्राप्त कर सकते हैं तो अगर आप जानते हैं कि आप इस तरह से समाप्त हो रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसे वास्तव में कैसे बदलना है तो यह एक Topliss योजना कहा जाता है तोहम यह तय करते थे कि यौगिकों का अनुकूलन करने के लिए किस प्रतिस्थापन का उपयोग किया जाए तो हम एक एक संश्लेषण कर सकते हैं तो अगर संश्लेषण बहुत जटिल है और धीमा है तो यह बहुत अच्छा तरीका है अगर संश्लेषण बहुत सरल है तो आप विभिन्न कार्यात्मक समूहों को नेत्रहीन रूप से स्थानापन्न कर सकते हैं आप उस क्रेग प्लॉट का उपयोग कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया था और फिर बड़ी संख्या में विभिन्न इलेक्ट्रॉन दान हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक के साथ मिश्रित किया गया था जबकि अगर यह बहुत लंबा धीमा जटिल संश्लेषण है तो हम इस प्रकार की Topliss योजना का उपयोग कर सकते हैं तो प्रत्येक नए अणु संश्लेषण के बाद हम गतिविधि के आधार पर पेड़ की शाखा में जा सकते हैं अधिक अथवा कम अथवा बराबर तो यह एरोमेटिक प्रकार के प्रतिस्थापन के लिए बहुत उपयोगी है एक एलिफेटिक के लिए भी हम देख सकते हैं हम बाद में देख सकते हैं कि यहाँ क्या औचित्य है तो हम बदल रहे हैं pi और अथवा सिग्मा यह हाइड्रोफोबिसिटी से संबंधित है यह इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है तो गतिविधि बढ़ जाती है तो कोई परिवर्तन नहीं थोड़ा परिवर्तन pi और अथवा सिग्मा नुकसान इसलिए हम pi और सिग्मा को बढ़ाने के लिए दूसरा क्लोरीन जोड़ रहे हैं और आगे मिथाइल के साथ प्रतिस्थापित करते हैं तो मिथाइल जब आपऐसा करते हैं तो आपको sigmaमिलता हैं लेकिन हम pi को बनाए रखते हैं और o मिथाइल को दोनों pi और सिग्मा प्राप्त करते हैं तो यह तर्क है जिसके द्वारा यह वास्तव में चला जाता है तो pi और सिग्मा और steric के तर्कों के आधार पर आगे के बदलावों का सुझाव दिया गया यह वह तर्क है जिसके द्वारा अथवा तर्कसंगत जिसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है एक बार जब आप पैरा क्लोरो से शुरू करते हैं और देखें कि क्या हो रहा है इसी तरह आप एलिफैटिक सब्स्टीट्यूशन के लिए भी कर सकते हैं तो आप क्या करते है कल्पना कीजिए कि आपके पास CH3 है CH3 को iso propyl से बदलना है ताकि गतिविधि बढ़ सके गतिविधि बराबर हो सकती है अथवा गतिविधि कम हो सकती है तो स्थिति के आधार पर अगर यह अधिक है तो आप iso propyl के बजाय क्या करते हैं आप साइक्लो पेंटाइल से बदल सकते हैं तो अगर गतिविधि बढ़ जाती है तो आप साइक्लो हेक्साइल में जा सकते हैं तो आप CH2 फिनाइल में डाल सकते हैं तब CH2 CH2 फिनाइल तब आप एक अत्यधिक सक्रिय घटक के साथ समाप्त होते हैं लेकिन गतिविधि नहीं बदलती है cyclopentyl के बाद आप साइक्लो प्रोपॉयल में जा सकते हैं अगर गतिविधि कम हो जाती है तो आप पेंटाइल से ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटाइल तक कम कर देते हैं यह यहाँ तर्क है अब जब आप iso propyl डालते हैं तो गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह समान है तो हम क्या करते हैं वहां हमने CHCl2 CF3 CH2CF2 CH2SCH3 आदि लगाए गतिविधि नीचे जा सकती है अथवा गतिविधि बराबर हो सकती है तो आप तदनुसार योजना बनाएं यदि iso propyl डालने से गतिविधि कम होती है तो आप क्या करते हैं आप H डालते हैं क्योंकि जाहिर है जब आप इसे अधिक हाइड्रोफोबिक बनाते हैं तो यह काम नहीं कर रहा होता है इसलिए आप H पर जाते हैं बस इसे हटा दें या आप CH2 OCH3 को इसे बनाने का प्रयास कर सकते हैं थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं और उम्मीद है कि आपको वास्तविक मूल यौगिक की तुलना में अधिक सक्रिय यौगिक मिल सकता है यह इस प्रकार है कि Topliss स्कीम वास्तव में काम करती है यह आदर्श है अगर आपके पास बहुत जटिल संश्लेषण है और यह सिंथेटिक प्रोटोकॉल धीमा और बहुत समय लेने वाला है जबकि अगर संश्लेषण बहुत तेज है तो मैं जाऊंगाऔर देखूंगा क्रेग के तरीके को और संश्लेषण पर बड़ी संख्या में अणुओं प्रतिस्थापन अणुओं को देखूंगा और उनकी गतिविधि का परीक्षण करूंगा तो जैसा कि मैंने कहा था किअगर आप यहाँ देखते हैं तो आप R को H गतिविधि के रूप में डालते हैं जो कि आपकी शुरुआत है तो आप 4 क्लोरो गतिविधि बढ़ाते हैं फिर आप 34 क्लोरो 3 और 4 क्लोरो डालते हैं फिर गतिविधि कम हो जाती है फिर आप 4 ब्रोमो आज़माते हैं गतिविधि वही 4 नाइट्रो जैविक गतिविधि बहुत अच्छी है तो आपने इस विशेष तर्क का पालन करके एक अणु को प्राप्त किया होगा फिर से देखोआपके पास यहाँ एक R है कल्पना कीजिए कि यह आपका अणु R है जो H से शुरू होता है तो आप 4 क्लोरो गतिविधि डालते हैं तो आप क्या करते हैं आप 4 मेथोक्सी फिर से कोशिश करते हैं गतिविधि कम है आपने ऑक्सीजन डालकर अधिक हाइड्रोफिलिक की कोशिश की लेकिन यह नहीं करता है तो आप 3 क्लोरो का प्रयास करें यहां गतिविधि इतनी उच्च शक्ति से बढ़ गई है तो यह स्थिति इस स्थिति से बेहतर है तो यहां आप 3CF3 गतिविधि कर रहे हैं तो आप क्लोरो के बजाय ब्रोमो कोडालते हैं फिर से गतिविधि उच्च हैं 3 आयोडो गतिविधि कम है तो क्लोरो ब्रोमो है तो आप क्या करते हैं 3 5 क्लोरो गतिविधि अच्छी है तो आपको कुछ सक्रिय यौगिक मिले इस प्रकार के तर्क का अनुसरण करके आप बायो आइसोस्टर से भी बदल सकते हैं हमने बायो आइसोस्टर के बारे में बहुत समय पहले बात की थी तो अणुओं के इन समूहों को देखें यह एक pi है जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक संतुलन से संबंधित है यह यहां नकारात्मक है क्योंकि इसमें एक O है हमारे पास बहुत सारे कार्बन हैं यही कारण है कि यह सकारात्मक है यह यहां अधिक नकारात्मक हो रहा है तो सिग्मा के इस लुक के लिए सिग्मा इस तरह है अणु के लिए MR आणविक रेफ्रेक्टिविटी इस तरह है पैरा के लिए सिग्मा मिथाइल के लिए सिग्मा माफ करना मिथाइल मेटा सब्स्टिट्यूट्स नहीं तो इसलिए आप इसे देख सकते हैं कि क्या बीच में कोई सहसंबंध क्रॉस सहसंबंध है या नहीं और फिर हम तदनुसार प्रतिस्थापन कर सकते हैं हम चुन सकते हैं या तो मैं हाइड्रोफोबिक सिस्टम चाहता हूं या हाइड्रोफिलिक सिस्टम यह यहां काफी हाइड्रोफिलिक है तो बायो आइसोस्टर को समझने के लिए बायो आइसोस्टर बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप गतिविधि में सुधार के लिए नए कार्यात्मक समूहों को स्थानापन्न करना चाहते हैं समान भौतिक रासायनिक गुणों के साथ प्रतिस्थापन चुनें CN NO2 और COMe को देखें वे बायो आइसोस्टर हो सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर बायो आइसोस्टर चुनें जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है अथवा हाइड्रोफोबिसिटी बहुत महत्वपूर्ण हैअथवा molecular refractivity Molecular Refractivity जैसा कि हमने कहा कि मात्रा और घनत्व अर्थात आकार तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि आप सबसे महत्वपूर्ण भौतिक रासायनिक के आधार पर अपने सिस्टम को चुन सकते हैं उदाहरण के लिए COMe SOMe COMe SOMe समान रूप से इस सिग्मा pi को देखते हैं जब इसे परवलयिक स्थिति में प्रतिस्थापित किया जाता है SOMe और SO2Me समान हैं pi में क्योंकि आप यहां देख सकते हैं हाइड्रोफोबिसिटी ना कि इलेक्ट्रॉनिक यह इलेक्ट्रॉनिक है यह हाइड्रोफोबिसिटी है तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप जिस भौतिक रासायनिक गुण के बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है तो हम चयन कर सकते हैं ताकि Bioisosteres बहुत उपयोगी हो सकें जब आप विभिन्न प्रतिस्थापनों के साथ नए अणुओं का संश्लेषण कर रहे हैं Activity k1X1 k2X2 knXn Z फिर कुछहै जो कहलाता है फ्री विल्सन तरीका फ्री विल्सन तरीका मूल संरचना की जैविक गतिविधि को मापा जाता है और विभिन्न प्रतिस्थापनों को प्रभावित करने वाले एनालॉग्स की गतिविधि की तुलना में यह फ्री विल्सन है एक समीकरण विशेष रूप से प्रतिस्थापन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के लिए जैविक गतिविधि से संबंधित है गतिविधि K1X1 K2X2 KnXn इत्यादि Zमूल अणु है और फिर जब मैं विभिन्न प्रतिस्थापन डालता हूं तो गतिविधि कैसे बदलती है Xn एक संकेतक चर है जिसे मान 0 अथवा 1 दिया जाता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिस्थापी मौजूद है या नहीं तो अगर यह मौजूद नहीं है तो हम K1 को 0 के रूप में बनाएंगे अन्यथा अगर यह मौजूद है तो K1 होगा 1 गतिविधि के लिए प्रत्येक प्रतिस्थापन n का योगदान Kn के मूल्य से निर्धारित होता है तो यह kn बताता है कि यह योगदान दे रहा है या नहीं Z अध्ययन की गई संरचना की समग्र गतिविधि का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निरंतर है इसे एक फ्री विल्सन तरीका कहा जाता है तो हम क्या करते हैं हमारे पास विभिन्न पदार्थों का चित्र अता है तो अगर यह K1 या K2 मौजूद है तो इसका कोई मूल्य हो सकता है अन्यथा यह 0हो जाएगा गतिविधि के लिए प्रत्येक प्रतिस्थापन n का योगदान Kn के योगदान से निर्धारित होता है Z एक निरंतर अध्ययन की गई संरचनाओं की समग्र गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है तो क्या फायदे हैं भौतिक रासायनिक स्थिरांक अथवा तालिकाओं की कोई आवश्यकता नहीं है असामान्य प्रतिस्थापन के साथ संरचनाओं के लिए उपयोगी आणविक सुविधाओं के जैविक प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने के लिए उपयोगी जिसे Hansch विधि द्वारा मात्रा अथवा सारणीबद्ध नहीं किया जा सकता है तो इन जटिल प्रतिस्थापनों में से प्रत्येक के लिए हम यह जान सकते हैं कि इसका क्या योगदान है तो यहां हमें प्रत्येक विभिन्न स्थानापन्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़ी संख्या में एनालॉग्स की आवश्यकता होती है और प्रत्येक स्थानापन्न की अलग स्थिति भी महत्वपूर्ण है यही बड़ी समस्या है यह स्पष्ट करना मुश्किल है कि विशिष्ट स्थानापन्न गतिविधि के लिए अच्छे या बुरे क्यों हैं क्योंकिअगर आप दूसरे तरीकों को देखते हैं तो हम Hansch तरीका जानते हैं सिग्मा जो इलेक्ट्रॉनिक कारक इलेक्ट्रॉन दान अथवा प्रभाव को वापस लेना हाइड्रोफिलिक अथवा हाइड्रोफोबिक प्रभाव को जानते हैं तो हम कुछ तर्कसंगत MR पॉजिटिव अथवा कम और इतने पर हो सकता हैं तो हमारे पास विभिन्न तर्क हो सकते हैं कि कोई विशेष प्रतिस्थापी कुछ विशेष गतिविधि क्यों दे रहा है और विभिन्न प्रतिस्थापनों के प्रभाव भी additive नहीं हो सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मैंने कहा उदाहरण के लिए 4 क्लोरो है तो मैंने 3 में डाल दिया 4 di क्लोरो प्रभाव बहुत भिन्न हो सकते हैं तो यह एक additive प्रभाव नहीं हो सकता है तो इंट्रामोल्युलर इंटरेक्शन हमेशा संभव होती है तो ये इस तरीके के नुकसान हैं QSAR और log p log p बहुत महत्वपूर्ण है एस्टर की Isonarcotic गतिविधि टैडपोल के खिलाफ अल्कोहल केटोन्स और इथर यह इस संदर्भ से लिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि log p बदलता रहता है गतिविधि भी बदलती रहती है ये विभिन्न प्रतिस्थापन समूह हैं जो तस्वीर में आते हैं CH3 OH की शुरुआत हम CH3 से करते हैं तो यह अधिक हाइड्रोफोबिक है गतिविधि भी 105 हो गई है तो log p बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो हम प्लॉट कर सकते हैं एक ही संदर्भ में हम log p versus गतिविधि को प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि यह अधिक हाइड्रोफोबिक हो जाता है जिससे गतिविधि भी बढ़ जाती है R वर्ग जो डेटा के फिट का एक उपाय है तो यह एक सीधी रेखा समीकरण x है log p यहाँ है y यहाँ गतिविधि है तो प्रतिगमन गुणांक 088 है और R वर्ग जो कि फिट का एक माप है 07767 है जो एक अच्छे फिट का संकेत देता है log1C 0869 log P 1242 तो यह कीटोन के लिए है तो केवल एक अल्कोहल के लिएअगर आप केवल अल्कोहल लेते हैं तो इसका दूसरा क्रम अथवा द्विघात संबंध हो सकता है तो आप R को बहुत आगे जाते हुए देख सकते हैं तो जैसा कि मैंने लंबे समय पहले उल्लेख किया है QSAR बहुत अच्छा है अगर आपके पास अणुओं का एक सेट है जब आप इसे अन्य अणुओं तक बढ़ाते हैं तो कभी कभी यह वास्तव में काम नहीं कर सकता है तो अल्कोहल अकेले आप एक बहुत अच्छा संबंध देख सकते हैं log1C 149 log P 010 2 050 बेशक यह भी यथोचित है कि हमने केटोन ईथर को टैडपोल अल्कोहल एस्टर के साथ लिया है लेकिन अगर आपने अधिक हाइड्रोफोबिक प्रतिस्थापन लिया है तो प्रतिगमन संबंध बहुत खराब हो सकता है तो इस log p हाइड्रोफोबिक को देखो यह बहुत ही हाइड्रोफिलिक है मेथनॉल प्रोपोनोल इसोप्रोपानोल इथेनॉल फेनिलएलनिन इमिडाज़ोल अब यह अधिक हाइड्रोफोबिक अधिक सकारात्मक बेंजीन काफी अधिक पेंटेनॉल काफी अधिक होता जाता है Log p एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि log p के रूप में हम इसके बारे में लंबे समय से बात कर चुके हैं यह आपको घुलनशीलता बताता है यह आपको GI अवशोषण बताता है यह आपको hERG बताता है यह आपको प्लाज्मा बाइंडिंग बताता है यह बताता है आप झिल्ली पैठ तो log p कई विभिन्न मापदंडों को प्रभावित करता है ध्रुवीयता को परमाणु ध्रुवीयता कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन बादलों के विरूपण वैन डेर वाल्स गुणांक का योग है अगर आपको याद है कि वैन डर वाल समीकरण A rij को शक्ति 6 B rij से बढ़ाकर शक्ति 12 तक बढ़ा दिया गया है तो मुझे आशा है कि आप इसे याद करेंगे निश्चित रूप से पहले भी आणविक रेफ्रेक्टिविटी को परिभाषित किया गया है आणविक रेफ्रेक्टिविटी आकार के बारे में बात करती है और ध्रुवीकरण भी तो आणविक भार घनत्व जिसे आणविक रेफ्रेक्टिविटी कहा जाता है यह एक और महत्वपूर्ण descriptor है यह एक अन्य महत्वपूर्ण descriptor है कि वे आपके QSAR समीकरण में बहुत से आएंगे जैसे आप अपनी गतिविधि में जाते हैं Lorentz Lorentz equation तो विभिन्न प्रतिस्थापन आयतन आणविक रेफ्रेक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक विशेषता क्षमा करें यह इलेक्ट्रॉनिक विशेषता नहीं है pi हाइड्रोफोबिसिटी का प्रतिनिधित्व करता है और फिर यह घूर्णी बांडों की संख्या है तो इन सबका असर आपके QSAR संबंध पर पड़ सकता है आइए हम कुछ सरल प्रणालियों को भी देखें अगर आप जानते हैं कि इसे Nalidixic acid कहा जाता है यह एक वाणिज्यिक एंटीबायोटिक है यह कुछ दशक पहले खोजा गया था यह ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया के लिए दिया जाता है और मुख्य रूप से मूत्र पथ के संक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है इसमें नेत्रहीन रूप से कमजोर गतिविधि होती है संरचना गतिविधि के अध्ययन से पता चला है कि पाइरिडोन रिंग A यह पाइरिडोन रिंग A है गतिविधि के लिए आवश्यक है और इस रिंग को बदला जा सकता है तो हमारे पास यह निरंतर हो सकता है और हम इन चीजों को क्रम में काफी बदल सकते हैं तो हमारे पास बड़ी संख्या में यौगिक संश्लेषित हो सकते हैं इस तरीके के बाद रिंग B को संशोधित करके कई यौगिकों को संश्लेषित किया गया था वे मूल nalidixic acid की तुलना में लगभग 500 गुना अधिक सक्रिय थे जो मूल रूप से खोजा गया था लगभग 15 से 20 साल पहले और novel यौगिक की तुलना में बहुत अधिक जीवाणुरोधी गतिविधि है तो 1983 में norfloxacin हम यह देख सकते हैं कि रिंग A को स्थिर रखा जाता है और इस पर बदल जाता है ofloxacin ciprofloxacin tosufloxacin enoxacin तो ये सभी नए अणु हैं और जिन्हें मूल Nalidixic acid से शुरू करके संश्लेषित किया गया था जिसे आप यहां देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह भाग स्थिर है और आपको अन्य B रिंग पर बहुत सारे बदलाव मिलते हैं और आप समाप्त हो जाते हैं अत्यधिक सक्रिय अणुओं और अधिक शक्तिशाली और अधिक व्यापक गतिविधि के साथ यह संरचना गतिविधि संबंध को समझने की सुंदरता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तो यह इस विशेष संदर्भ से लिया गया है यह एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर Taxol अथवा paclitaxel है यह एक कैंसर रोधी दवा है जो मूल रूप से एक प्राकृतिक उत्पाद Yew के पेड़ से मिली थी यह कुछ यूरोपीय और हिमालयी क्षेत्र में भी पाया जाता है कैंसर रोधीगुणों के अणु की तरह मूल अणु की जैव उपलब्धता कम थी और इसमें पानी की बहुत घुलनशीलता थी तो दूसरी पीढ़ी में पानी की घुलनशीलता में सुधार के लिए मूल अणु में बहुत से बदलाव किए गए और फिर बाद में इसके पानी की घुलनशीलता में सुधार के लिए इस पर लवण भी बनाए गए तो वर्तमान Taxol में मूल के विपरीत बेहतर जैव उपलब्धता और पानी की घुलनशीलता है और इसलिए यह कार्यात्मक समूहों और पदों में से प्रत्येक के महत्व को समझने के कारण कैसे प्रदर्शन किया गया था तो इसे देखो OH समूह को हटाने अथवा संशोधन करने से गतिविधि को कम करता है इन समूहों के बीच हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन गतिविधि के साथ सहसंबंधित हो सकती है जिसका अर्थ है कि आप दो बेंजीन रिंग देख सकते हैं ताकि एक बेंजीन बेंजीन स्टैकिंग हो सके एक रिंग संकुचन कम साइटोटॉक्सिसिटी के साथ उत्पादों को देता है लेकिन paclitaxel को इसी तरह के ट्यूबुलिन पोलीमराइजेशन गतिविधि इस रिंग के खुलने से C रिंग का निष्क्रिय उत्पाद संकुचन 5 सदस्यीय रिंग में हो जाता है जो गतिविधि को कम कर देता है Deacetylisation इसका मतलब है कि acetyl को हटा दें जो कम सक्रिय उत्पाद देता है तो यह जानकर कि क्या महत्वपूर्ण समूह हैं जो एक गतिविधि के लिए आवश्यक हैं वे कौन से समूह हैं जो वास्तव में गतिविधि में खेल नहीं हो सकते हैं हम उन्हें संशोधित करने के लिए एक नई संरचना विकसित कर सकते हैं उन स्थानों पर C9 कार्बोनिल समूह के घटने से अल्फा OH समूह में वृद्धि की गतिविधि थोड़ी बढ़ जाती है 10 एसीटेट अथवा acetyl को हटाने से 10 deacetoxy derivative बनने से गतिविधि में बड़ा बदलाव नहीं होता है तो इन पदों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है Acylation के आधार पर गतिविधि को थोड़ा या काफी कम कर देता है Acyl Group तो आप देखते हैं कि कुछ स्थानों पर गतिविधि पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है कुछ स्थानों पर गतिविधि पर मामूली प्रभाव पड़ता है तो औषधीय रसायन विज्ञान के साथ सिंथेटिक रसायन विज्ञान का ज्ञान बड़ी संख्या में नए डेरिवेटिव के साथ आ सकता है और उनकी गतिविधि की जांच कर सकता है और जैसा कि मैंने कहा कि मूल paclitaxel में खराब जैव उपलब्धता और खराब पानी की घुलनशीलता है और हालांकि इसके साथ बदलाव किए गए हैं paclitaxel की नई पीढ़ियों में बहुत सारे शोध हैं जो नए बदलावों के साथ आने में किए जा सकते हैं तो यह स्लाइड इस विशेष संदर्भ से ली गई थी तो हम QSAR के इस विषय पर अगली कक्षा में भी जारी रखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए